तीसरे सप्ताह के तीसरे मॉड्यूल में आपका स्वागत हैं आज हम हाथों और उंगलियों के मूवमेंट की व्याख्याओं को देखेंगे हाथ और उंगलियों किस तरह से विभिन्न स्थितियों में कार्य करती हैंहम सब इसकी समझ रखते हैं कुछ स्थितियाँ हैं जब हाथ की गति हमारे अर्थ को संक्रमित कर सकती है या क्षणों में नकारात्मक कर सकती है कभी कभी हम शब्दों से स्वतंत्र अपने हाथ के इशारों का उपयोग कर सकते हैं और कभी कभी वे शब्दों के अर्थ को संशोधित कर सकते हैं यह हमारे रोज़मर्रा की जिंदगी में सर्वव्यापक हैं हम देखते हैं कि शरीर की भाषा के बाकी पहलुओं की तरह हाथ के इशारे अनैच्छिक हैं लेकिन कुछ स्वैच्छिक इशारे हो सकते हैं जिन्हें हम जानबूझकर किसी विशेष भावना या दर्शक को महसूस करने के लिए उपयोग कर सकते हैं सबसे आम हाथ के इशारे हैं जब हम किसी व्यक्ति को हमारे करीब आने का संकेत देने की कोशिश करते हैं या जब हम किसी को इंतजार करने के लिए कहते हैं या हम किसी को दूर जाने के लिए कहते हैं हाथ के इशारेऔर इसी तरह के अन्य एक सामाजिक कार्य करते हैं हम पहले भी चर्चा की है हमारे शरीर की भाषा के अन्य पहलुओं की तरह उदाहरण के लिए हमारे चेहरे का भाव आंखों के माध्यम से और साथ ही हमारे मुख के माध्यम से हमारे हाथ भी भावनात्मक स्थिति को प्रतिबिंबित करते हैं हमें यह भी जानना होगा कि हाथ के इशारे की व्याख्या में सांस्कृतिक भिन्नता भी होती हैं यहाँ कुछ देश और कुछ संस्कृतियाँ हैं जिनमें हाथों के इशारे पर अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया जाता है एक तरह से हम कह सकते हैं कि हाथ के इशारे ने भाषा में विराम चिह्नों का स्थान ले लिया है कुछ स्थितियों में वे किसी भी बातचीत के दौरान मोड़ लेने में मदद करते हैं इटालियंस और फ्रांसीसी प्रमुख हैं जिन्हें हाथ से बात करने के रूप में जाना जाता है हाथ और उंगली के विभिन्न प्रकार इंग्लैंड जैसे देश में अपेक्षाकृत कम देखा जाता है जहां भाषण के दौरान बहुत अधिक हाथों का उपयोग करना अभी भी अनुचित और अशिष्ट माना जाता है इटली जैसे देश और साथ ही कुछ अन्य देशों में अगर एक व्यक्ति हाथ उठाता है यह उस व्यक्ति को अवसर देने के लिए है कि वह बात करना चाहता हैं लगभग सभी संस्कृतियों में हम पाते हैं कि श्रोता हाथ जोड़कर सुनते हैं या विनम्रता से हाथ जोड़ते हैं इसलिए हमारे हाथ को उठाना अनुमति के रूप में जाना जाता है और आम तौर पर हम पाते हैं कि लगभग सभी पेशेवर स्थितियों में एक उठाया हाथ अक्सर हमारे भाषण को शुरू करने या हमारी भागीदारी शुरू करने की इच्छा के रूप में माना जाता है एक और सामान्य इशारा जो अक्सर अनैच्छिक होता है लेकिन स्वैच्छिक रूप से भी किया जा सकता है वो हमारी हथेलियों को एक साथ रगड़ना है हम इसे एक सकारात्मक इशारे या कुछ सकारात्मक अपेक्षा करने के रूप में समझ सकते हैं इस इशारे के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल का पता पासा फेंकने वाले के इशारों में लगा सकते है एक पासा फेंकने वाला जो सकारात्मक जीत की उम्मीद करने के लिए अपनी हथेलियों के बीच पासा रगड़ता है समय बीतने के साथ के साथ व्यक्ति हथेली को रगड़ता हैतो वह सकारात्मकता या नकारात्मकता करने के लिए होता है एक धीमी गति से हथेली रगड़ना चालाक या कुटिल दिखाई देती है और योजनाबद्ध दिमाग से संबंधित है एक व्यक्ति जिसमें धीरे धीरे हाथों को रगड़ने की प्रवृत्ति होती हैउस की उपस्थिति में दूसरा असहज हो जाता है दूसरे हाथ पर एक त्वरित रगड़ सामान्य रूप से एक उत्साह खुशी झुकाव या उदाहरण के लिए एक दोस्त को कुछ अच्छा झुकाव प्राप्त हो गया है और इसलिए हथेलियों को रगड़ने के साथ पारित करना चाहते हैं हम पाते हैं कि बिक्री में लोगों को इस तरह से त्वरित हाथ रगड़ना माना जाता है जब उन्हें लगता है कि सौदा लगभग पूरी तरह से अंतिम रूप में है खुली हथेलियां पारंपरिक रूप से भरोसेमंद होने का इशारा हैं इतिहास में अलग अलग संस्कृतियों में खुली हथेली एक व्यक्ति के हाथ में किसी भी हथियार के अभाव के साथ बराबर था यह सांस्कृतिक पहलू ईमानदारी की खुली हथेलियों के साथ जुड़े होने की कट्टर समझ से जुड़ा हुआ है जब भी एक व्यक्ति खुली हथेली के साथ एक बातचीत शुरू करता है या अक्सर बातचीत के दौरान खुली हथेली के इशारे का उपयोग करता है वह या वह श्रोता के साथ एक सकारात्मक तालमेल स्थापित करने में सक्षम है हालाँकि हम उन लोगों को भी जानते हैं जो इस खुली हथेली के इशारों के इस्तेमाल में खुद को प्रशिक्षित करते हैं सामान्य समझ है कि बातचीत के दौरान होता है यदि आप अनुभव करने में सक्षम हैं हथेली खुली हैं और ऊपर की ओर हैं यह सामान्य रूप से सच्चाई और ईमानदारी की निशानी मानी जाती है पर दूसरी ओर जो लोग इस कदम का अभ्यास करने में सक्षम हैं और जानबूझकर इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर इस संकेत का उपयोग दूसरों को झूठ बताते हैं और अधिकांश लोगों द्वारा भरोसा किया जाता हैं पाम डाउन भी हमारे पेशेवर परिस्थितियों में अपेक्षाकृत आम इशारे हैं हथेली का नीचे की ओर संकेत दूसरों की प्रवृत्ति पर हावी होने से जुड़ा हुआ है हाथ मिलाना की हमारी चर्चा में हमने देखा है कि हथेली का नीचे जानाअन्य पर हावी होने की इच्छा का सुझाव है हमारे संवाद के दौरान नीचे हथेली का इशारा आत्मविश्वास और एक ही समय में अगर यह थोड़ा तिरछा होता है तो यह कठोरता बता देते हैं एक हथेली जो नीचे की ओर है हालांकि उंगलियों सीधी है अधिकार की भावना का प्रभुत्व और अवहेलना का संकेत देता है इंटरेक्टन जो एक समान पायदान पर हैं इस प्रकार का इशारा बताता है कि वह व्यक्ति स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और पहले से ही अपना मन बना चुका है

अगर हम पाम डाउन अक्सर आक्रामक रूप में समझा जा सकता है यहाँ हमारे पास कुछ हस्तियों की हथेली और हाथों की गतिविधियों का एक दिलचस्प विश्लेषण है जो हमें इस को समझने में मदद करेगा पहली बात आपको क्रिस इवांस अपनी हथेलियों को कैसे प्रकट करता है ध्यान देना हैं तो नोटिस करने के लिए पहली बात यह है कि हथेली दर्शकों के देखने के लिए खुली और उपलब्ध है यह एक कठिन नियम नहीं है लेकिन यदि आप हथेली को बाहर और नीचे रखते हैं तो लोग इसे अधिक अधिकारवादी समझते हैं जैसे कि आप एक कमांड दे रहे हैं मुझे लगता है कि आप अपनी हथेली को आगे बढ़ाते हैं और लोग इसे एक अनुरोध के रूप में देखते हैं जैसे आप उन्हें चीजों को करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं दोनों मामले में आप अपनी हथेलियों से बेहतर हैं एक विकासवादी दृष्टिकोण से नहीं जो यह दर्शाता है कि लोगों को पता है कि आपके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है आप उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं यह कई संस्कृतियों में सच है तो जेफ्फ ने गोद में हाथ रखा हैं तो पहली बात यह है कि इसका कोई उपयोग नहीं हैं दूसरा कमजोर उंगलियों और कलाई और फिर तीसरी टिप आज की है कि टिक्स से बचाना हैं यहाँ आप देखते हैं कि जोनाह एक टिक लगा रहा है वो लगातार उसकी टाई को छु रहा है वो चल रहा है सही हैं तो यह कहना नहीं है कि जोनाह एक अच्छी कहानी नहीं कह रहा है या लोगों को हँसा रहा है हम वास्तव में आज केवल हाथ के इशारों के बारे में बात कर रहे हैं तो उस पर ध्यान केंद्रित करें लेकिन अभी तक उसने अपनी हथेलियों का खुलासा नहीं किया है और वह ये बहुत कम करेगा तो इसके विपरीत पर ध्यान दें क्रिस इवांस की खुली हथेलिया और मजबूत उंगलिया के साथ जोनाह अपनी कलाई के साथ क्या कर रहा है जो कि भड़कीला हैया वह सिर्फ वह हिलाता है पहली बात यह है कि हम ने कागज पर लिखा था हम पुरुष चाहते हैं जो पुलिस कप्तान खेलने के लिए हो और जब उसने हाँ कहा आप देख सकते हैं कि वो अपनी उंगलियों के साथ क्या कर रहा था क्योंकि उसके पास यह अजीब आकार था क्योंकि उसकी उंगली की कोई भी मांसपेशियों में तनाव नहीं है और जब वह कहता 'है मैं' मेरा बचपन और उसकी कलाई यहाँ पीछे की ओर मुड़ी हुई है फिर से इसका शानदार शो है लेकिन अगर आपकी कलाई मुड़ी हुई है तो आप वास्तव में और अधिक आकर्षक लगते हैं मैंने उसको नज़रअंदाज़ कर दिया हर NWA के लिए वास्तव में वह थोड़ा बेहतर करता है मुझे उसकी कलाई पर कुछ तनाव दिख रहा है हम अक्सर लोगों के बीच एक विशेष इशारा देखते हैं जब वे बैठे होते हैं या कभी कभी खड़े होते हैं तो वो अपने हाथों को विभिन्न पदों पर एक साथ पकड़े होते हैं या तो वे हाथ पकड़ सकते हैं और अपनी हथेली को टेबल के सामने रखते है या वे अपनी ठोड़ी का समर्थन करने के लिए हाथों का उपयोग कर सकते हैं इसे विश्वास के संकेत के रूप में माना जा सकता है क्योंकि अक्सर हम पाते हैं कि लोग अपनी मुस्कान के साथ इसका उपयोग करते हैं हम जानते है कि यह एक संयम रवैया हैं एक ऐसा रवैया जो बहुत खुला नहीं बनना चाहता है और साथ ही साथ उसे कुछ चिंता भी हो सकती है या यह कुछ नकारात्मकता का संकेत भी दे सकता है शाही यात्राओं और सार्वजनिक समारोहों में यह रानी एलिज़ाबेथ का पसंदीदा इशारा होता है और आमतौर पर हम पाते हैं कि उनके हाथ उनकी गोद पर होते हैं नेगोटिएशन एक्सपर्ट्स से पता चला है कि यह भी एक हताशा का इशारा हैं जब बातचीत के दौरान इस्तेमाल किया गया है यह संकेत है कि एक व्यक्ति या तो एक नकारात्मक जानकारी पकड़े हैं या चिंतित रवैये का उपयोग कर रहा है ऐसी स्थिति उन लोगों द्वारा ग्रहण की जाती है जो महसूस करते हैं कि वे या तो दूसरे व्यक्ति के लिए आश्वस्त नहीं हैं या सोचते हैं कि वे पूरी तरह से बातचीत खो रहे हैं हाथ को पकडने की तीन अलग अलग स्थितियाँ हो सकती हैं इन तीनों स्थितियाँ एलन पीज़ द्वारा सूचीबद्ध की गए है जैसा कि हमने पहले देखा है चेहरे के सामने हाथों को डेस्क पर या गोद में आराम करते हुए और हाथों को शरीर के सामने पकड़ना ये तीन तरीके हैं हाथों को पकड़ने के तरीके के बारे में हमें सावधान रहना होगा उदाहरण के लिए जिस ऊंचाई पर हाथों को एक साथ रखा गया है मुझे लगता है कि वे अगर उच्च स्थिति में एक साथ हैं तो हम नकारात्मकता के साथ साथ उन बाधाओं को भी समझ सकते हैं जो दोनों के बीच मौजूद हैं दूसरा पहलू जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वह तनाव है जो हमारी उंगलियों में पकड़ के माध्यम से परिलक्षित होता है मुझे लगता है कि उंगलियां बहुत कसकर पकड़ ली जाती हैं तो यह कुछ प्रकार की नकारात्मकता को दबाए हुए क्रोध या चिंता का सुझाव देता है जिसे दूसरा व्यक्ति दिखाना नहीं चाहता है दूसरी ओर अगर हाथ केवल ढीले हैं और उंगलियां किसी अनावश्यक दबाव को प्रदर्शित नहीं करती हैं तो हम समझ सकते हैं कि यह दूसरे व्यक्ति को एक निश्चित दूरी पर रखने के लिए एक संयम या एक सामान्य शिष्टाचार है इस पहलू को इन दो हस्तियों का उपयोग करके उजागर करता हूँ वह तस्वीर पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इस एकल तस्वीर में बॉडी लैंग्वेज के तीन नकारात्मक पहलुओं को दिखाया है और बॉडी लैंग्वेज के इन पहलुओं हमें अपनी औपचारिक स्थितियों में टाला जाना चाहिए उन्होनें एक ऊंची स्थिति में अपने हाथों को पकड़ रखा हैं यह हताशा का एक स्तर है जो छुपाया नहीं जा सकता है उनके हाथ नीचे की ओर झुके हुए है और आंखें भी नीची हैं और यह कुंठा की व्याख्या के अनुरूप है जिसे हम क्लेन्चेड के आधार पर समझ सकते हैं एक और पहलू यह है कि उनका मुंह कवर किया गया है जो संभावित धोखे का संकेत है या अपने और अन्य लोगों के बीच एक निश्चित अवरोध पैदा करने की इच्छा है जो लोग इस विशेष तस्वीर को देखते हैं वे मेदवेदेव की बॉडी लैंग्वेज के विपरीत हो सकता हैं विंस्टन चर्चिल खुले हाथ और खुले हथेलियों के साथ बात कर रहे है और यह खुलपन उनके आत्मविश्वास और क्षमता के साथ साथ बातचीत और अन्य लोगों के साथ बातचीत उनकी स्थापना की इच्छा से पता चलता है बॉडी लैंग्वेज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है आम पेशे में भी हम पाते हैं कि बॉडी लैंग्वेज की भूमिका महत्वपूर्ण है सभी के लिए मीटिंग छात्रों के लिए समूह चर्चा के दौरान प्रस्तुतियों बनाते समय आदि कभी कभी हम पाते हैं कि हाथों को केंद्र की स्थिति में क्लेन्चेड की स्थिति पूर्ववत है यदि हाथ ढीले हैं तो हम उन बाधाओं को कम कर सकते हैं जो उस स्थिति में मौजूद हैं और साथ ही हम बातचीत के सकारात्मक निष्कर्ष के प्रति आशान्वित हो सकते हैं और हम चाय के लिए बुलावा दे सकते हैं हम कुछ दृश्यों कुछ कागज़ात पर पारित कर सकते हैं उस व्यक्ति के हाथ की पकड़ को खोलने के लिए मजबूर किया जाता है और हाथों को मूवमेंट से मुक्त किया जा सके विंस्टन चर्चिल की दूसरी तस्वीर भी एक मूड का सुझाव देती है जो पिछली स्लाइड से बहुत अलग है हम ने पाया कि उन्होंने अपने हाथों को अपनी जेब में डाल लिया है और वह माइक्रोफोन में बात कर रहा है और यह इशारा अन्य लोगों के साथ चीजों को साझा करने की इच्छा की अनुपस्थिति को दिखाता है तीसरी स्थिति तब हो सकती है जब हम अपने शरीर के सामने इस तरह से हाथ पकड़ रहे हों हम ने पाया कि बहुत से लोग खड़े होने के दौरान सामान्य रूप से इस स्थिति को अपनाते हैं विशेष रूप से वे लोग जो की नेता नहीं हैं कभी कभी हम यह भी कह सकते हैं कि कुछ लोगों को यह एक आरामदायक आसन लगता है लेकिन पेशेवर स्थितियों में इस प्रकार का आसन एक उपशमन का संकेत देता है यह एक स्वाभाविक रूप से आश्वस्त स्थिति नहीं है लोगों को लगता है धमकी दी है या वे जानते हैं कि उनको इस क्षण में कुछ कहने की जरूरत नहीं है समूह में विशेष रूप से अगर कुछ लोगों ने अपने हाथों को शरीर के सामने रखा है तो हम पाते हैं कि वे सभी एक ही पायदान पर हैं जबकि यदि समूह में कोई नेता होता है तो हम पाएंगे कि उसके हाथ की स्थिति इससे अलग होगी शरीर के सामने झुके हुए हाथों की तुलना में हम पाते हैं कि एक व्यक्ति जो नेतृत्व लक्षण प्रदर्शित करता है वह अपने आप हाथ की अलग स्थिति का अनुसरण करता है हम इस विशेष स्थिति को देख सकते है जहां हाथों को पीठ के पीछे किया गया है हाथ की यह स्थिति श्रेयस्ताआत्मविश्वास और शक्ति दिखती हैं नेताओं सामाजिक हस्तियों रॉयल्टी के बीच यह इशारा बहुत आम है I इस का उपयोग उन लोगों द्वारा भी किया जाता है जो एक निश्चित स्थिति में कुछ प्राधिकरणों का उपयोग कर रहे हैं उदाहरण के लिए प्रधानाचार्य का स्कूल के गलियारे में घूमनावरिष्ठ सैन्य कर्मियों का परेड देखनापुलिसकर्मियों का गश्त लगाना आदि एलन पीज़ ने टिप्पणी की है कि यह स्थिति एडिनबर्ग के ड्यूक के साथ साथ ब्रिटिश शाही परिवार के कुछ अन्य पुरुष सदस्यों के साथ बहुत लोकप्रिय है जो अपने सिर को ऊपर करके ठोड़ी बाहर के साथ और एक हाथ दूसरे हाथ को पीछे पकड़कर चलने की आदत के लिए विख्यात हैं इस विशेष तस्वीर में हम पाते हैं कि हालांकि हाथों को पीछे की ओर रखा है फिर भी यह हथेली की पकड़ के लिए नहीं है बल्कि हाथ की भुजा पकड़ रखी है यह पहलू भी कुछ खुलेपन की कमी और स्थिति के बारे में एक निश्चित आरक्षण का संकेत देता है इस संकेत के बावजूद एक बाधा इस व्यक्ति के रवैये में मौजूद हो सकती है कि यहाँ कुछ अधिकार आत्मविश्वास और शक्ति की भावना है क्योंकि व्यक्ति ने कमजोर शरीर के अंगों को उजागर किया है और विकासवादी शब्दों में हम इसे उस स्थिति में हमले का डर नहीं होने के रूप में समझ सकते हैं और इसलिए यह अन्य लोगों के सामने एक निडर और बेहतर रवैया प्रदर्शित करता है मैंने पिछली स्लाइड में जिसे हमने हाथ को बाँह से पकड़ा हैं को संदर्भित किया है हाथ कलाई को पकड़ सकता है जब हम अपने हाथों को हमारी पीठ के पीछे रख रहे होते हैं या यह हमारी बाँह पकड़ सकता है अलग अलग एसोसिएशनों ने एक बात की पुष्टि की है जो इन सभी इशारों में आम है कि वे एक ऐसे व्यक्ति का संकेत हैं जो नियंत्रण में महसूस करता है हथेली के हावभाव में एक नियमित तरह से जहां हाथों को हमारी पीठ के पीछे बहुत ढीले ढंग से रखा जाता है जो हमेशा न केवल नियंत्रण का बल्कि एक आरामदायक रवैये का भी संकेत होता है हाथ की कलाई पकड़ना या हाथ से बाँह पकड़ना एक निश्चित विचारशील आत्म नियंत्रण के प्रयास का संकेत है यह हताशा का भी संकेत हैं पहली फोटोग्राफ में देखते हैं कि एक हाथ ने दूसरी कलाई कसकर पीठ के पीछे पकड़ रखी हैं जितना ऊपर वह एक हाथ को पकड़ता है वह व्यक्ति उस स्थिति में निराश या क्रोधित होता है अक्सर यह उन लोगों में देखा जा सकता है जिन्हें किसी विशेष स्थिति के परिणाम की प्रतीक्षा होती है किसी भी घटना में एक वक्ता के रूप में या एक प्रतिभागी के रूप में आप अचानक इस बात से अवगत हो जाते हैं कि आप इस विशेष शारीरिक मुद्रा को प्रदर्शित कर रहे हैं इसे बदलना उचित होगा और अपनी हथेली में हथेली डाल कर पीठ के नीचे आराम से रखते हैं और तुरंत आपको लगेगा कि आपको स्थिति पर बेहतर नियंत्रण हैं हाथों का एक और आमतौर पर रखने का तरीका हैं वो फोल्डेड हैंड्स है यह निहित और नियंत्रण में दिखता है पर उसी समय यह विश्वास के बजाय वास्तव में हमारी हताशा या शत्रुता को दर्शाता है और संकेत देता है कि वह व्यक्ति नकारात्मक रवैया धारण कर रहा है वास्तव में व्यक्ति के हाथ में नकारात्मक रवैया है और उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं उन स्थितियों में जब हम पाते हैं कि स्पीकर ने हाथ के इस इशारे का विकल्प चुना है मैं कुछ रणनीतियों का उपयोग करने की सलाह दूँगा कि पकड़ ढीली हो सकती है और उसके बाद ही हम सकारात्मक संवाद सुनिश्चित कर सकते है एक और आमतौर पर हाथ की स्थिति है उसको स्टिप्लिंग जिसके साथ हमारे ज्यादातर हाथों मूवमेंट जुड़े हैं लोग जो एक बेहतर स्थिति में हैं और जिनके पास विश्वास है वो खुद को हाथ की स्थिति के इस प्रकार से दूर रखते हैं या किसी प्रकार अपने आत्म आश्वासन का संकेत देते हैं हम कुछ भिन्नताओं को देख सकते हैं स्टीपल को घमंड या तस्करी के निशान के रूप में समझा जा सकता है खासकर अगर यह सकारात्मक चेहरे के भावों से जुड़ा नहीं है स्टिप्लिंग जैसा कि हमने पहले देखा है एक व्यक्ति के आत्म आश्वासन का एक संकेत है हालांकि यह क्लस्टरिंग का उपयोग लोगों द्वारा तब किया जाता है जब आम तौर पर वे बोलने के बजाय कुछ सुन रहे होते हैं बातचीत के दौरान स्टीपल का उपयोग रुचि और तत्परता और बातचीत करने की इच्छा को दर्शाता है यह भी महत्वपूर्ण है कि उंगलियां इस इशारे में कोई तनाव नहीं दिखाती हैं अगर उंगलियां तनावग्रस्त हैं तो इसे एक नकारात्मक इशारे के रूप में आसानी से समझा जा सकता है यहाँ हम स्टिप्लिंग के व्यवहार को देख सकते हैं हमारी दिनचर्या के व्यावसायिक जीवन में इस व्यवहार को समझना महत्वपूर्ण है सबसे शक्तिशाली जो विश्वास को प्रदर्शित करता है वो स्टिप्लिंग हैं अक्सर इसे ऐसे लोगों के साथ देखा जाता है जो धोखेबाज़ हैं यह ठीक उसी समय दूर चला जाता है जब एक बिंदु पर वे फिर से भ्रामक होते हैं इसी तरह हम पाते हैं कि कुछ सामान्य हाथ के मूवमेंट और उनके अर्थ और व्याख्याओं का एक दिलचस्प विश्लेषण इस वीडियो में सफलतापूर्वक दिया गया है यह उनका शायद एकमात्र इशारा है जिसे स्थिति या अन्य इशारों को देखे बिना व्याख्या की जा सकती है इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जानता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है और यह उच्च बुद्धि दिखाता है जब हाथ ऊपर स्टिप्लिंग कर रहे हैं इसका मतलब है कि व्यक्ति सुन रहा है यह एक बहुत ही नकारात्मक इशारा है जिसे यदि संभव हो तो टाला जाना चाहिए यह दिखाता हैं कि वह व्यक्ति सोचता है कि वह उन लोगों से अधिक जानता है जिनसे वह बात कर रहा है और यह अभिमान भी दिखाता है यह एक अच्छा इशारा है और इसका मतलब है कि वह व्यक्ति बहुत आश्वस्त है और यह संकेत भी दे सकता है कि उसे लगता है कि वह लोगों से बेहतर है वह आपसे बात कर रहा है एक और इशारा है जिसका पूरी तरह से अलग अर्थ है इस चित्र में लड़का उसकी कलाई पकड़े हैं और आप देख सकते हैं कि इसका मतलब है कि वह निराश है और व्यक्ति जितना ऊपर अपना हाथ पकड़ता है यह अधिक निराशा या गुस्सा दिखाता हैं अगर हाथ बंद और गाल पर हैं अक्सर तर्जनी उंगली ऊपर की ओर इशारा करती है इसका मतलब है कि यह व्यक्ति एक निर्णय ले रहा है अब यह एक इसी तरह की एक इशारा है जो बस हमे अभी पता चला लेकिन यहां हाथ मुंह के निकट है और अंगूठा ठोड़ी का समर्थन कर रहा है जिसका अर्थ है व्यक्ति आप जो कह रहे हैं के बारे में नकारात्मक विचार रखता है मैं इस बिंदु पर इस चर्चा को बंद करता हूँ अपने अगले मॉड्यूल में हम उंगलियों के साथ साथ अँगूठे के मूवमेंट को भी देखेंगे धन्यवाद